इस व्याख्यान में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे जो कि सेंसर नेटवर्क में कवरेज की अवधारणा है कवरेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि सेंसर या सेंसर नेटवर्क का उपयोग करना आवश्यक है हमें सेंसर या अधिक विशेष रूप से सेंसर नोड्स को किसी विशेष इलाके में इस तरह से तैनात करना होगा कि उस क्षेत्र में कोई बिंदु या कोई भी क्षेत्र उस क्षेत्र में बिना बचे हुए न रहे इसलिए हमें संवेदकों को इस तरह से तैनात करना होगा कि हित के क्षेत्र में कोई भी बिंदु जो कि होना चाहिए इसका अर्थ है इसे संवेदन करना है जिसका सर्वेक्षण किया जाना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई बिंदु है जो किसी भी संवेदक नोड के संवेदन सीमा के भीतर नहीं है इसलिए इसे मूल रूप से पॉइंट कवरेज के रूप में जाना जाता है इस क्षेत्र में कवरेज के नाम पर विभिन्न प्रकार के कवरेज हैं फिर हमारे पास बैरियर कवरेज और विभिन्न प्रकार के कवरेज हैं जिन पर साहित्य में शोध किया गया है इसलिए हम पहले इस अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे इसलिए हमारे पास एक क्षेत्र हित है और यह सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक है कि रुचि का विशेष क्षेत्र पूरी तरह से समाविष्ट किया गया है और कम से कम एक सेंसर द्वारा पूरी तरह से समाविष्ट किया गया है तो उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर कम से कम एक सेंसर की संवेदन सीमा के भीतर होना चाहिए तो एक कुलीन शब्दावली है जिसे कनेक्टिविटी और नोड्स की कनेक्टिविटी कहा जाता है मूल रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि नेटवर्क के सभी नोड्स का मतलब है उस बिंदु से नेटवर्क में प्रत्येक नोड सिंक नोड के लिए कुछ मार्ग है जो संवेदित जानकारी संचारित करने के लिए उपलब्ध है इसलिए हमें कनेक्टिविटी समस्या में सुनिश्चित करना होगा हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नोड नेटवर्क में जुड़े हुए हैं ताकि सेंस डेटा सिंक नोड तक पहुंच सके सेंसर कवरेज मूल रूप से अध्ययन करता है कि निगरानी क्षेत्र को कवर करने के लिए सेंसर को कैसे तैनात या सक्रिय किया जाए तो इस विशेष समस्या के दो संस्करण हैं एक को सेंसर प्लेसमेंट समस्या कहा जाता है और दूसरा घनत्व नियंत्रण है इसलिए मूल रूप से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम संवेदक नोड्स को किसी विशेष क्षेत्र में कैसे तैनात करेंगे ताकि कवरेज की समस्या का समाधान किया जा सके तो हम सेंसर नोड्स को कैसे लगाते हैं और दूसरी समस्या यह है कि न्यूनतम स्थान हम कैसे रखते हैं ताकि आप जान सकें कि उपयुक्त या वांछनीय घनत्व उस विशेष क्षेत्र में बनाए रखा गया है तो सेंसर के दो मोड हैं एक स्टॅटिक सेंसर है दूसरा मोबाइल सेंसर है स्टॅटिक सेंसर के साथ कवरेज की समस्या मूल रूप से मोबाइल सेंसर के साथ कवरेज की समस्या से अलग है जबकि स्थैतिक सेंसर में हम मुख्य रूप से सेंसर को तैनात करने के तरीके के बारे में चिंतित हैं ताकि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु को कवर किया जाए मोबाइल सेंसरों में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थैतिक सेंसर की तरह न केवल स्थान के संबंध में बल्कि समय के संबंध में भी जिसका अर्थ है कि अस्थायी रूप से उस क्षेत्र का रुचि स्थान और समय के साथ में कवर किया गया है और इसे हल करने के लिए कठिन समस्या है अब कुछ अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं पहला सेंसिंग रेंज और ट्रांसमिशन रेंज की अवधारणा है इसलिए जब हमारे पास इस तरह का नोड होता है तो यह उसके चारों ओर एक निश्चित दायरे तक संवेदन कर सकता है तो यह आमतौर पर कुछ मीटर या इसीतरह है तो एक विशेष सेंसर नोड के लिए संवेदी घेरा इसके चारों ओर क्षेत्र है जब तक कि यह विशेष नोड संवेदन कर सकता है तो यह वह क्षेत्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या डी में यह एक चक्र है अब ट्रांसमिशन रेंज की यह विशिष्ट अवधारणा है जो थोड़ा अलग है तो यह ट्रांसमिशन रेंज या संचार रेंज इस बात से चिंतित है कि यह विशेष नोड कितनी दूर तक संचार कर सकता है तो ये संकेंद्रित वृत्त हैं और आमतौर पर संवेदन सीमा संचार सीमा से कम होती है जैसा कि इस विशेष आकृति में दिखाया गया है लेकिन कवरेज पर साहित्य में आप अक्सर पाएंगे कि संवेदन सीमा और संचार रेंज समान हैं उन्हें समान माना जाता है तो कवरेज और कनेक्टिविटी के बीच एक संबंध है यदि ट्रांसमिशन रेंज संवेदन सीमा से दोगुनी या उससे अधिक है तो यह शोधकर्ताओं द्वारा दिखाया गया है कि कवरेज की समस्या कनेक्टिविटी की समस्या का अर्थ है दूसरे शब्दों में हमें केवल कवरेज का ध्यान रखना है और अगर हमने यह सुनिश्चित किया है कि कवरेज का किसी विशेष क्षेत्र में ध्यान रखा गया है तो स्वचालित रूप से कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा जाता है इसलिए कवरेज के साथ साथ कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विशेष सेंसर नोड के लिए जिस पर हम विचार कर रहे हैं ट्रांसमिशन रेंज कम से कम से दोगुना सेंसिंग रेंज है और आम तौर पर बाजार में उपलब्ध सेंसर नोड्स के अधिकांश के लिए आप में से अधिकांश जानते हैं कि इस विशेष स्थिति का ध्यान रखा जाता है इसलिए आम तौर पर ट्रांसमिशन रेंज या संचार क्षेत्र संवेदन क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है और यही कारण है कि कवरेज को संबोधित किया जाना मुख्य मुद्दा बन जाता है तो कवरेज की समस्या एक बार फिर यह सुनिश्चित करती है कि अलग अलग संवेदकों द्वारा संवेदन क्षेत्र की कितनी अच्छी तरह निगरानी की जाती है या ट्रैक किया जाता है और यह निर्धारित करने के लिए कि स्थैतिक सेंसर के मामले में कुछ एप्लिकेशन विशिष्ट प्रदर्शन मानदंडों के संबंध में जहां उन्हें तैनात या सक्रिय करना है और मोबाइल सेंसर के मामले में सेंसर के प्रक्षेप पथ की योजना कैसे बनाएं इसलिए इन दो मामलों को सामूहिक रूप से वायरलेस सेंसर नेटवर्क में कवरेज समस्या कहा जाता है इसलिए हमारे पास स्थैतिक सेंसर नेटवर्क के लिए कवरेज की समस्या है जो ज्यादातर इस बात से संबंधित है कि सेंसर को कैसे रखा जाए या यदि उन्हें पहले से ही रखा जाए कि उन्हें कैसे कब और कैसे सक्रिय किया जाए तो यह स्थैतिक सेंसर की समस्या की कवरेज समस्या है मोबाइल सेंसर के लिए मूल रूप से इन मोबाइल सेंसर के प्रक्षेप पथ की योजना कैसे बनाई जाए ताकि रुचि के क्षेत्र में अनुपात शामिल हो तो सेंसर नेटवर्क को तैनात करने का उद्देश्य प्रसंस्करण या रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक डेटा एकत्र करना है और दो प्रकार की रिपोर्टिंग की जाती है एक घटना संचालित है दूसरी मांग पर है घटना संचालित अनुप्रयोगों में वन अग्नि निगरानी भवन अग्नि निगरानी आदि शामिल हैं इसलिए जब भी किसी तरह का आयोजन होता है तो घटना का मतलब होता है आग लगने जैसी घटना जो कि एक घटना है ताकि उस विशेष घटना की सूचना दी जाए और मांग पर मूल रूप से यह है कि उदाहरण के लिए यदि कुछ जानकारी है जो आवश्यक है तो आपको पता है कि कुछ क्वेरी को उदाहरण के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में भेजा जाने वाला है इसलिए जब भी कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है तो क्वेरी भेजी जाती है इसलिए इसका उद्देश्य न्यूनतम संख्या में सेंसर का उपयोग करना और जीवनकाल को अधिकतम करना है और नेटवर्क आजीवन मूल रूप से सीधे और सरल शब्दों में है यह इस बारे में है कि नेटवर्क कितनी देर तक जीवित रहने वाला है और नेटवर्क कितनी देर तक जीवित रहने वाला है इसलिए वास्तव में साहित्य में नेटवर्क जीवनकाल की अलग अलग परिभाषाएं हैं तो एक परिभाषा मूल रूप से कहती है कि वह समय जब तक नेटवर्क में पहला सेंसर नोड मर जाता है एक और परिभाषा है जो कहती है कि जिस समय तक नेटवर्क में अंतिम सेंसर नोड मर जाता है इसका मतलब है कि यह बैटरी पावर से बाहर चला जाएगा या आपको पता है कि यह काम करना बंद कर देता है और साथ ही साथ कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं जो कहीं न कहीं हैं तो जिस समय तक किसी विशेष नेटवर्क में P प्रतिशत सेंसर मर जाते हैं उसे हम नेटवर्क जीवनकाल कहते है इसलिए मूल रूप से उद्देश्य न्यूनतम संख्या में सेंसर का उपयोग करना और नेटवर्क जीवनकाल को अधिकतम करना है तो यह कवरेज समस्या ऐसी है कि इसे या तो केंद्रीकृत एल्गोरिदम का उपयोग करके या वितरित एल्गोरिदम का उपयोग करके या स्थानीयकृत एल्गोरिदम का उपयोग करके संबोधित किया जा सकता है समस्या के वितरित संस्करण में नोड्स मूल रूप से केवल उनके पड़ोसियों के साथ संवाद करके उनकी स्थिति की गणना करते हैं प्रत्येक नोड मूल रूप से केवल अपने पड़ोसियों के साथ संवाद करके उनकी स्थिति की गणना करता है विकेंद्रीकृत संस्करण में डेटा को केंद्रीय बिंदु पर एकत्र किया जाता है और वैश्विक मानचित्र की गणना और यहां स्थानीयकृत संस्करण में की जाती है असल में यह एक वितरित एल्गोरिदम की तरह है जहां सेंसर नेटवर्क में केवल नोड्स का एक सबसेट संवेदी संचार और संकलन में भाग लेता है तो यह कहता है कि वितरित एल्गोरिथम स्थानीयकृत एल्गोरिथ्म के एक प्रकार की तरह है तो सेंसर के उद्देश्य के लिए तैनात किए जाने वाले विभिन्न तरीके मूल रूप से या तो नियतात्मक साधनों का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं आप एक विशेष क्षेत्र में सब कुछ प्री प्लान करते हैं आप जानते हैं कि xyz निर्देशांक जहां इन व्यक्तिगत सेंसर नोड्स में से प्रत्येक को तैनात करने जा रहा है और वह है PD निर्धारित P की गणना और दूसरा एक मूल रूप से अनियमित है जहां कुछ अनियमित साधनों जैसे कि एयरबोर्न साधनों का उपयोग करना या जो भी सेंसर उस विशेष क्षेत्र में फेंक दिए जाते हैं तो दो प्रकार की सीमाएं हैं एक संवेदन सीमा है और दूसरी एक संचार सीमा है और समस्या का उद्देश्य नेटवर्क के जीवनकाल को अधिकतम करना या सेंसर की संख्या को कम करना है मूल रूप से ज्यादातर तीन प्रकार के कवरेज हैं जो काफी सामान्य हैं एक क्षेत्र कवरेज है दूसरा बिंदु कवरेज है और तीसरा बाधा कवरेज है तो इन तीनों में से क्षेत्र कवरेज कवरेज का सबसे सामान्य रूप है कवरेज में क्या किया जाना है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक और हर बिंदु ढका हुआ इसी तरह वास्तव में यह है कि पूरे क्षेत्र में अनंत अंकों की संख्या है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु के अनंत अंक कम से कम एक संवेदक नोड की संवेदन सीमा के भीतर हों और क्षेत्र कवरेज पर Zhang और Hou द्वारा बहुत काम किया गया है जिन्होंने साबित किया है कि यदि संचार सीमा Rc है और संवेदन सीमा Rs है तो यदि शर्त Rc Rs से दुगने अधिक के बराबर है तो कवरेज का अर्थ कनेक्टिविटी है और यह कुछ ऐसा है जो मैंने इस व्याख्यान के दौरान शुरू से ही बताया था तो यह किया जाना है इसलिए मूल रूप से जो करना है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रॉसिंग पर दो डिस्क को अलग करने की व्यवस्था होगी और फिर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां क्या आप जानते हैं ये सभी क्रॉसिंगों अलग अलग सर्कल के चौराहे से बाहर बने हैं और यह वह एल्गोरिथ्म है जिसमें से एक एल्गोरिदम था जिसे Zhang और Hou ने OGDC एल्गोरिथ्म द्वारा प्रस्तावित किया था हम जल्द ही मूल रूप से बात करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि इसके विवरण में जाने के बिना मैं भी बिंदु कवरेज की अवधारणा की व्याख्या करता हूं इसलिए पॉइंट कवरेज में हम जो कर रहे हैं हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि यह सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में बिंदुओं का एक सेट है तो उन बिंदुओं का सेट कवर किया जाता है उस विशेष क्षेत्र में सेंसर नोड्स की न्यूनतम संख्या के साथ बिंदुओं को सेट किया गया है तो यह दो प्रकार में आता है एक यादृच्छिक बिंदु कवरेज है और दूसरा नियतात्मक बिंदु कवरेज है एक यादृच्छिक बिंदु कवरेज में सेंसर को यादृच्छिक रूप से वितरित करने के लिए आवश्यक है इसलिए हर बिंदु को हर समय कम से कम एक सेंसर द्वारा कवर किया जाना चाहिए और नियतात्मक बिंदु कवरेज में हमें अनिवार्य रूप से एक नियतात्मक तरीके से एक ही काम करना होगा फिर हमारे पास बैरियर कवरेज में बैरियर कवरेज है हमारे पास तीन प्रकार हैं एक बैरियर कवरेज है दूसरा दो बैरियर कवरेज है और तीसरा है K बैरियर कवरेज इसलिए यहां हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एक विशेष अवरोध को कवर किया जाए तो मैं आपको केवल इस विशेष अवधारणा को समझाता हूं हम कहते हैं कि हमारे पास दो देश हैं और हमारे पास यह देश 1 है और यह देश 2 है इसलिए यह मान लें कि ये दोनों देशों के बीच की सीमा है तो बैरियर कवरेज समस्या यह कहती है कि हम सेंसर नोड्स को किस स्थान पर रखने जा रहे हैं और किस अंतराल पर हम उन्हें जगह देने जा रहे हैं ताकि यह विशेष अवरोध कवर हो जाए कवर किए गए का अर्थ है कि हमें क्या कहना चाहिए कि अगर कोई घुसपैठिया है जो देश 1 से निकलता है तो वह देश 2 में जाने की कोशिश करता है तो उसे कम से कम एक सेंसर नोड द्वारा पता लगाया जाएगा तो यह बैरियर कवरेज समस्या है इसलिए एक बैरियर कवरेज यह सुनिश्चित करता है कि कम से कम एक सेंसर नोड घुसपैठिए का पता लगाता है जो मैंने अभी समझाया था दो बैरियर कवरेज सुनिश्चित करता है कि आपको पता है कि कम से कम 2 सेंसर इस तरह के घुसपैठ का पता लगाते हैं और k बैरियर कवरेज सुनिश्चित करता है कि कम से कम k की संख्या k 2 से अधिक कुछ भी हो k की संख्या में सेंसर मूल रूप से इस विशेष घुसपैठ का पता लगाते हैं इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के बैरियर कवरेज हैं बाएं हाथ की आकृति इस प्रकार कमजोर कवरेज का मामला है और दाएं हाथ की आकृति मजबूत कवरेज के मामले को दर्शाता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस परिदृश्य में हमारे पास कमजोर कवरेज है क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा मार्ग पा सकता है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आप संवेदन में आने से बच सकते हैं दूसरी ओर यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जो बिना इन घुसपैठियों के इन सेंसर नोड्स में से एक का पता लगाए बिना पाया जा सके तो इस विशेष आकृति में जो हम देखते हैं वह यह है कि ये खाली वृत्त मूल रूप से नोड्स को दर्शाते हैं जो यह हैं लेकिन सक्रिय नहीं हैं और ये छायांकित सर्कल नोड्स को दर्शाते हैं जो सक्रिय हैं इसलिए मुझे आशा है कि यह बात यहाँ पर स्पष्ट है इसलिए हमारे पास कमजोर कवरेज है और हमारे पास मजबूत कवरेज है तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो एक घुसपैठिया द्वारा इस तरह का रास्ता कम से कम एक सेंसर नोड जोड़कर पता लगाने से बच सकता है हालाँकि ऐसा कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं मिलता है तो यह मजबूत कवरेज का मामला है और यह कमजोर कवरेज का मामला है इसलिए जो आवश्यक है वह यह सुनिश्चित करना है कि कवरेज मानदंड समय के सभी बिंदुओं पर मेट है और हमें उस तरीके से नोड्स को सक्रिय करना होगा हो सकता है अगर यह एक यादृच्छिक परिनियोजन है तो कुछ निरर्थक नोड्स हो सकते हैं और यह एक ही समय में एक ही काम करने वाले दो नोड्स का कोई मतलब नहीं है इसलिए हो सकता है कि आप एक नोड को स्लिप स्टेट में डाल दें दूसरा सक्रिय हो सकता है और फिर यह समय के साथ चक्र को बदला जा सकता है तो इस तरह के एक क्षेत्र को कवर किया जाना है तो इस विशेष क्षेत्र में हमारे पास ये अलग अलग सेंसर हैं हमारे पास ये अलग अलग सेंसर हैं इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बिंदु को कवर किया जाए तो हम यह कैसे करते हैं हम इस सेंसर नोड को रखते हैं और हम कहें कि यह इस नोड की संवेदन सीमा है यह दूसरे नोड की सेंसिंग रेंज है और यह तीसरे नोड की सेंसिंग रेंज है इसलिए इन बिंदुओं को यहाँ पर चित्र में दिखाए जाने वाले बिंदुओं को और इन बिंदुओं को क्रॉसिंग कहा जाता है यहाँ पर क्या अंतर है ये बिंदु दो सर्कल दो या अधिक सर्कल के बीच क्रॉसिंग हैं जबकि ये पॉइंट एक सर्कल और सीमा के बीच क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 और 4 4 क्रॉसिंग हैं तो यदि R में क्रॉसिंग मौजूद है और R में प्रत्येक क्रॉसिंग मौजूद है तो एक सतत क्षेत्र R कवर किया जाता है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस क्षेत्र में कोई क्रॉसिंग है और हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में एक क्रॉसिंग है और फिर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस क्रॉसिंग इस क्रॉसिंग इस क्रॉसिंग प्रत्येक और फिर से हर क्रासिंग को कवर किया जाना है जैसे कि इस विशेष आकृति में क्रॉसिंग को कवर नहीं किया गया है यह क्रॉसिंग कवर नहीं किया गया है जबकि यह विशेष क्रॉसिंग जो इन दो सर्कल से बाहर बनाई गई थी इस सर्कल द्वारा कवर किया गया है तो यह क्रॉसिंग को कवर किया गया है जबकि यह क्रॉसिंग इस क्रॉसिंग या इन क्रॉसिंग को कवर नहीं किया गया है तो यह वही है जो सुनिश्चित किया जाना है और यह इस विशेष आरेख में एक अलग तरीके से दिखाया गया है तो अब हम थोड़ा सा रेखागणित पर नजर डालते हैं तो आप जानते हैं कि हमें कुछ अनुकूल स्थितियों के साथ आना होगा क्रॉसिंग को कवर करते समय ओवरलैप को कम करने के लिए अनुकूल स्थिति और इस तरह से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रॉसिंग को कवर करने के लिए सेंसर नोड की न्यूनतम संख्या का उपयोग किया जाए तो अगर नोड्स ए और बी को इस विशेष आकृति की तरह निश्चित है तो यदि नोड A और B तय किए जाते हैं तो हमें नोड्स सी रखना होगा हमें नोड को इस तरह से रखना होगा कि OR OQ तो ए बी हमें सी को इस तरह से रखना है कि OR OQ यदि नोड ए बी और सी सभी अपने स्थानों को बदल सकते हैं तो यह काफी संभव है इसलिए यदि नोड ए बी और सी सभी अपने स्थान बदल सकते हैं तो हमारे पास OP OR OQ भी हो सकता है तो OP OR OQ जो बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है और यदि सभी नोड्स में समान संवेदन सीमा होती है तो इसका मतलब है कि सर्कल्स में एक ही त्रिज्या है फिर उनके बीच की दूरी संवेदी सीमा Rs से तीन गुना अधिक है इसलिए OGDC एल्गोरिथ्म में एक नोड जो हुआ वह एक शुरुआती नोड के रूप में पहला नोड स्वयंसेवक है और यह एक संदेश को प्रसारित करना शुरू करता है जिसमें आदर्श दिशा होती है जिसे यादृच्छिक रूप से चुना जाता है यदि कोई अन्य नोड B जो आदर्श दूरी के सबसे नजदीक है और कोण P को कवर करने वाला नोड C सक्रिय हो जाता है और अनुकूल स्थान के निकटतम और सक्रिय हो जाता है तो न्यूनतम ओवरलैप को उकसाने वाले नोटों के साथ पार किए गए क्रॉसिंग को कवर करना आवश्यक है तो एक नोड स्लीप है अगर इसका कवरेज क्षेत्र पूरी तरह से कवर किया गया है तो मैं आपको इस विशेष अवधारणा को वास्तव में दिखाता हूं तो हमारे पास एक नोड है हमारे पास एक और नोड है दोनों में एक ही त्रिज्या है तो और ये क्रॉसिंग हैं यह एक क्रॉसिंग है और यह एक और क्रॉसिंग है इसलिए पहले जो बिंदु बनाया गया था वह यह था कि हमें इस दूसरे नोड को इस तरह से रखना होगा क्षमा करे यह सही नहीं है इसलिए हमें इसे इस तरह से रखना है न कि इस तरह से कि यह मुझे फिर से एक बार करने दे तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग नोड्स हैं और हमें तीसरे नोड को इस तरह से रखना है कि यह एक यह एक और यह एक ही है तो इस आरेख में वास्तव में यह बहुत सटीक नहीं है तो हमें इसे इस तरह से करना होगा OP OR OQ तो OP बराबर OR बराबर OQ तो क्या होता है कि एक नोड यह एक विशेष कोण पर क्या करेगा यह एक संदेश प्रसारित करना शुरू कर देगा फिर एक और नोड जो इस विशेष दिशा में और इस कोण में है जो इस विशेष दिशा में है और यह इस विशेष नोड के सबसे करीब है कि नोड को इस तरीके से रखा जाना है और इस तरह यदि आप इस पूरे क्षेत्र पर विचार करते हैं तो आप एक ही काम करते रहते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि क्रॉसिंग भी कवर हो जाए तो ऐसा क्या होने जा रहा है इसप्रकार आप जानते हैं तो हम जो प्राप्त करने जा रहे हैं वह सभी क्रॉसिंग हैं जो न्यूनतम संख्या में सेंसर नोड्स के साथ इस तरह कवर किए गए हैं तो यह है कि OGDC एल्गोरिदम कैसे काम करता है तो नोड x उस प्रक्रिया को शुरू करता है जो इस विशेष नोड से कुछ दूरी पर पहले नोड Y का चयन करती है तो यह दूरी 3 गुणा Rs का वर्गमूल है जो कि 3 गुना Rs है जो इस नोड को चुनेगा तब यह नोड Z X और Y दोनों से 3 गुना Rs की दूरी के वर्गमूल पर चुना जाता है Y इसे Rs की वर्गमूल की जड़ से 3 गुणा Rs की दूरी पर लगाना होगा तो यह 3 गुना Rs का वर्गमूल है यह 3 गुना Rs का वर्गमूल है और यह 3 गुना Rs का वर्गमूल है तो आइए इस एल्गोरिथ्म के माध्यम से एक बार फिर से जाएं प्रत्येक नोड स्वेच्छा से P के साथ भाग लेता है इस मामले में यह नोड A प्रायिकता P के साथ भाग लेता है यह बेतरतीब ढंग से समय का वापस चुनता है यदि यह अपने पड़ोसियों से कुछ भी नहीं सुनता है तो यह खुद को एक शुरुआती नोड घोषित करता है यह अपनी स्थिति और पसंदीदा दिशा की घोषणा करता है तो इस मामले में यह अपनी वर्तमान स्थिति और दिशा अल्फा की घोषणा करता है शुरुआती नोड से संदेश प्राप्त करने पर प्रत्येक नोड वांछित स्थिति से विचलन की गणना करता है यह बेतरतीब ढंग से बैक ऑफ टाइम को चुनता है जब बैक ऑफ टाइम यह संदेश पर शक्ति का एहसास करता है तो यह अपनी स्थिति और पसंदीदा दिशा की घोषणा करता है यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि यह पूरा क्षेत्र इस विशेष आकृति में न आ जाए तो यह नोड उसके निकटतम एक विशेष कोण पर शुरू हुआ एक और नोड चुना जाता है इस विशेष नोड को मूल रूप से चुना जाएगा ये क्रॉसिंग बनते हैं एक और नोड सी चुना जाता है तो 3 गुना Rs का वर्गमूल 3 गुना Rs का वर्गमूल 3 Rs का वर्गमूल है और फिर हमारे पास और क्रॉसिंग हैं तो आप दूसरे नोड्स को रखते हैं ताकि सभी क्रॉसिंग कवर हो जाएं तो फिर से कुछ पर प्रकाश डाला गया एक नोड वांछित दूरी और कोण के साथ प्रक्रिया शुरू करता है अन्य नोड्स विचलन की गणना करते हैं और इष्टतम को चुना जाता है प्रक्रिया सभी नोड्स के लिए जारी रहती है और सभी कवर नोड स्लीप मोड पर जाते हैं यह प्रक्रिया प्रत्येक दौर के लिए जारी रहती है इसलिए इसके साथ हम कवरेज पर व्याख्यान के अंत में आते हैं और कवरेज सेंसर नेटवर्क में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि रुचि के क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु को कवर किया गया है या बिंदुओं का एक सेट कवर किया गया है और यदि यह प्रत्येक बिंदु कवर किया गया है तो वह क्षेत्र कवरेज समस्या है और यदि यह उन बिंदुओं का समूह है जिन्हें कवर करना है तो यह एक बिंदु कवरेज समस्या है और यह इस क्षेत्र की कवरेज समस्या है जो कवरेज समस्या का सबसे आम और सबसे लोकप्रिय रूप है जिसे साहित्य में संबोधित किया गया है इसमें बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं इसी तरह तीसरे प्रकार की कवरेज है जो बाधा कवरेज है यहाँ फिर से आपको पता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सेंसर नेटवर्क का उपयोग अक्सर आप में निगरानी के लिए किया जाता है क्योंकि आप दो देशों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों को जानते हैं और यही वह जगह है जहाँ आप इस विशेष आयताकार पट्टी को जानते हैं या दो देशों के बीच क्षेत्र की एक पट्टी को सेंसर का उपयोग करके निगरानी करनी होती है इसलिए यह सुनिश्चित करते हुए कवरेज कि न्यूनतम संख्या में सेंसर नोड का उपयोग किया जाता है और इसे उस विशेष सीमा में रखा जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और इसे बाधा कवरेज की समस्या के रूप में जाना जाता है और हमने आखिरकार OGDC एल्गोरिथ्म पर चर्चा की है जो प्रस्तावित क्षेत्र कवरेज एल्गोरिदम में से एक है जो प्रस्तावित किया गया है और यह सेंसर नेटवर्क समुदाय में काफी लोकप्रिय है